हम पिछली कक्षा में विस्कोसिटी पर की गयी चर्चा को जारी रखेंगे तो हम एक गैर आयामी संख्या रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे ReVLवह अभिव्यक्ति है जो हमें इनर्शिया फ़ोर्स और विस्कस फ़ोर्स में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते समय मिली थी यह संख्या हर उस समस्या में उपयोगी है जिसमे हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विस्कस फ़ोर्स पर इनर्शिया फ़ोर्स का सापेक्ष प्रभाव है या नहीं अन्य संदर्भों में भी जब इनर्शिया फ़ोर्स ऐसा नहीं होता है अर्थात फ्लूइड गतिशील नहीं होता है लेकिन इसमें कुछ ऊर्जा होती है जिसका उपयोग एक हद तक इसे गतिशील करने के लिए किया जा सकता थाउन संदर्भों में भी इसकी तुलना विस्कस फ़ोर्स से की जा सकती है जो इस गैर आयामी संख्या के माध्यम से फ्लो में मौजूद हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है हम इसमें बाद में देखेंगे कि यह किस प्रकार का होगा फ्लो की प्रकृति क्या है क्या ये टर्बूलेंट है या क्या ये लैमिनार इत्यादि है और इन शब्दावली को हम बाद में सीखेंगे और समझेंगे कई अन्य गैर आयामी संख्याएं हैं अब तक हमने शायद तीन गैर आयामी संख्याओं नड्सन नंबर मैक नंबर और अब रेनॉल्ड्स नंबर को देखा है अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इन तीनो के बीच एक प्रकार का अंतर्संबंध विकसित कर सकते हैं बेशक यह सबसे व्यापक मामले के लिए करना संभव नहीं है लेकिन शायद सबसे सरल मामले के लिए यह आदर्श गैस की तरह है आइए हम देखते है कि क्या हम इन दोनों के बीच एक प्रकार का संबंध विकसित कर सकते हैं उसके लिए हम फिर आदर्श गैस के लिए विस्कोसिटी की अभिव्यक्ति जो हमने प्राप्त की थी उस पर विचार करते हैं ideal gas8RT यह अल्फा आमतौर पर भिन्नात्मक संख्या है जैसे १६ इसलिए इन प्रकार के स्केलिंग अनुमान के लिए इसका सटीक मान इतना महत्वपूर्ण नहीं है हम Re VL8RT के बीच केवल व्यावहारिक संबंध की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अंश और भाजक से को रद्द कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक समूह L है जो 1नड्सन नंबर है क्योंकि L सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल है और लैम्ब्डा मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ है इसलिए यदि आप मैक नंबर की परिभाषा पर विचार करते हैं तो यह MaVaVRT है जहां गामा गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cvका अनुपात है बेशक यह अभिव्यक्ति सभी प्रकार की गैसों के लिए मान्य नहीं हैयह केवल आदर्श गैसों के लिए है वास्तव में यह गामाका वर्गमूल है या नहीं यह इतना महत्वपूर्ण ना हो लेकिन कम से कम इसका स्वरुप महत्वपूर्ण हैजोVRTके साथ स्केलिंग है तो यदि आप VRTके स्थान पर उस स्वरुप को स्थानापन्न करने का प्रयास करते हैं तो हम मैक नंबर लिखते हैं और फिर इसे गुणांक के साथ समायोजित किया जाना चाहिए तो ReMa8Kn होगा क्योंकि KnL है तो हम देख सकते हैं कि एक आदर्श गैस के लिए नड्सन नंबर मोटे तौर पर मैक नंबर के साथ स्केल होगा तो मैक नंबर मोटे तौर पर रेनॉल्ड्स नंबर और नड्सन नंबर के गुणनफल की स्केलिंग है तो यदि रेनॉल्ड्स नंबर अधिक है इसका मतलब है कि फ्लूइड में उच्च इनर्शिया फ़ोर्स है उसके ऊपर अगर नड्सन नंबर अधिक है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इस पर उच्च संपीड्यता प्रभाव है क्योंकि यह मैक नंबर को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हमने पहले ही देखा है कि मैक नंबर इस बात का एक संकेतक है कि फ्लूइड कितना संपीडित है तो यह गैसों के विषय में है लेकिन निश्चित रूप से यह सभी गैसों के बारे में नहीं है यह आदर्श गैसों का एक विशेष विषय है यदि हम वास्तविक गैसों में जाते हैं तो स्थिति अधिक जटिल हो सकती है लेकिन कम से कम हम इस बात को समझ सकते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की विस्कोसिटी को बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए यह संबंध वास्तविक गैसों के लिए उतना सरल या सीधा नहीं है क्योंकि इस संदर्भ में वास्तविक गैस और आदर्श गैस के बीच का अंतर बिलकुल साफ़ है वास्तविक गैसों के लिए आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं और इन्हे विस्कोसिटी का अनुमान लगाने के लिए विचार में लाने की आवश्यकता होती है यह केवल आणविक गति का अंतरण नहीं है तो किसी भी वास्तविक गैस के लिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन और आणविक गति के अंतरण का एक संयोजन यह निर्धारित करेगा कि फ्लूइड की विस्कस प्रकृति क्या होनी चाहिए यदि आप फ्लूइड के सन्दर्भ में चर्चा करे जैसे कि हमने पहले चर्चा की है कि फ्लुइड्स के लिए विस्कस व्यवहार मुख्य रूप से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ़ अट्रैक्शन के कारण होता हैतो साथ ही हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम तरल के लिए किसी को विस्कोसिटी मान रहे हैं हो सकता है कि वह तथाकथित विस्कोसिटी एक तरल के लिए अस्तित्व में ही ना हो क्योंकि इसे केवल एक तरल के लिए परिभाषित किया गया है यदि वह एक न्यूटोनियन फ्लूइड है लेकिन कई तरल पदार्थ ऐसे भी हैं जो न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं हैं जिन्हें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है इस नाम के साथ स्पष्ट संबंध यह है कि वे न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और जब भी एक फ्लूइड जो कि न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो इसका संवैधानिक व्यवहार उस तरह होता है जिस तरह शियर स्ट्रेस विरूपण की दर से संबंधित है यह बहुत जटिल हो सकता है यह एक अरैखिक फलन हो सकता है हम इस विषय में नहीं जाएंगे कि ये अरैखिक फलन कैसे निकाले जाते हैं या ये कैसे दिखते हैं एक उदाहरण यह है कि जैसे आपके पास शियर स्ट्रेस है जो विरूपण की दर की धात से संबंधित है अर्थात् n तो यह नॉन न्यूटोनियन व्यवहार का एक उदाहरण है और इस प्रकार के विशिष्ट उदाहरण को पावर लॉ फ्लूइड के रूप में जाना जाता है इसका मतलब है शियर स्ट्रेस विरूपण की दर की घात या सूचकांक से संबंधित है यह सूचकांक कुछ भी हो सकता है मैं आपको एक उदाहरण दूंगा यदि आप रक्त के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर यह सूचकांक 07 के करीब होता है तो यह सूचकांक कुछ ऐसा है जो इस प्रकार के फ्लूइड की तथाकथित विस्कस प्रकृति को फिर से निर्धारित करता है जो पावर लॉ का पालन करता है सभी न्यूटोनियन फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पावर लॉ का पालन नहीं करेंगे और न ही रक्त पावर लॉ फ्लूइड है इसका संवैधानिक व्यवहार इससे कहीं अधिक जटिल है लेकिन यदि आप केवल एक अनुमान के लिए सरलीकरण करते हैं और स्ट्रेस और विरूपण की दर के व्यवहार को इस तरह व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो रक्त के लिए यह सूचकांक मोटे तौर पर 07 होगा यह स्थायी नहीं है यह रक्त की संरचना और कई अन्य चीजों पर निर्भर है तो यदि इस प्रकार का व्यवहार मौजूद है तो आप इसे Kn लिख सकते है आप इसे Kn 1 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं इसका अभिप्राय इसे न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक गंभीर प्रयास से है तो यदि इसे इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यदि आपको स्थानीय विरूपण की दर पता हैं तो सतही तौर पर यह विस्कोसिटी की तरह हो सकता है बेशक यह वास्तव में विस्कोसिटी नहीं है क्योंकि यह न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है इसलिए कभी कभी इन्हें एपरेंट विस्कोसिटी a कहा जाता है एपरेंट विस्कोसिटी वास्तव में परिभाषा अनुसार विस्कोसिटी नहीं है लेकिन निश्चित रूप से इसका आयाम एवं भौतिकीय अर्थ विस्कोसिटी के समान ही है इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपके पास ऐसी कोई परिभाषा है तो यह कभी कभी आपको इस जटिल फ्लूइड के व्यवहार को समतुल्य न्यूटोनियन फ्लूइड के साथ जोड़ने में मदद करती है और इसलिए एपरेंट विस्कोसिटी कभी भी एक स्वाभाविक विस्कोसिटी नहीं होती है अब यदि आप एक आरेख बनाने की कोशिश करते हैं कि शियर स्ट्रेस विभिन्न प्रकार के फ्लुइड्स के लिए विरूपण की दर से कैसे संबंधित है तो आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं मैं पहले दो सामान्य उदाहरण आरेखित करता हुजिन्हें आप बहुत आसानी से समझ सकते है मान लीजिये कि हमारे पास यह पहला उदाहरण है और यह दूसरा उदाहरण है तो यह दो उदाहरण कौन से विशेष प्रकार के फ्लूइड को दर्शाते हैं आदर्श फ्लूइड में विस्कोसिटी शुन्य होती है लेकिन सामान्य फ्लुइड्स में इससे अलग व्यवहार हो सकता है तो आइए हम यहां कुछ उदाहरणों को आरेखित करने का प्रयास करते है इसमें एक उदाहरण कुछ इस तरह का हो सकता है तो एक अन्य कुछ ऐसा हो सकता है यहां तक कि आपके पास कुछ ऐसा भी हो सकता है तो इसलिए अगर आप इस तरह का एक उदाहरण लेते हैं तो यह फ्लूइड की परिभाषा में वास्तव में एक गंभीर सवाल उठाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो फ्लूइड की तरह है लेकिन इसे विरूपित करने के लिए थ्रेशोल्ड शियर की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के ऐसे कई पदार्थ हो सकते हैं एक स्थिति के बारे में विचार करे कि आपके पास एक ट्यूब में टूथपेस्ट है आपको इसे बाहर निकालने से पहले कुछ शियर लगाने के लिए इसे दबाने की जरूरत होती है और नगण्य शियर के साथ यह बाहर नहीं आएगा इसे निकालने के लिए एक थ्रेशोल्ड शियर से दबाने की आवश्यकता होगी तो यह भी एक फ्लूइड है क्योंकि यह बहता है और इसके कई गुणधर्मों को फ्लूइड के गति के समीकरणों के साथ अच्छी तरह से समझाया गया है लेकिन यह वो पारम्परिक परिभाषा नहीं है की यह बहुत ही कम शियर लागू करने के साथ ही विरूपित होना शुरू हो जाएगा तो इस प्रकार का उदाहरण बहुत ही रोचक उदाहरण है लेकिन ऐसे अन्य उदाहरण हैं जो फ्लुइड्स के लिए अधिक पारम्परिक हैं तो उदाहरण के लिए यदि आप इस विशेष अवस्था पर विचार करते हैं तो यह एक डाइलेटेन्ट फ्लूइड के रूप में जाना जाता है और इस उदाहरण को स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड के रूप में जाना जाता है इसे बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के रूप में जाना जाता है ये ऐसे नाम हैं जो पदार्थों की प्रवाहिकी के विस्तृत अध्ययन से उत्पन्न हुए हैं और यह इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इन नामों को याद रखे लेकिन ये आपको केवल यह जानकारी देने के लिए हैं कि शियर स्ट्रेस और विरूपण की दर के व्यवहार के आधार पर तथाकथित फ्लूइड के विभिन्न प्रकार होते हैं तो इस प्रकार के फ्लुइड्स के कुछ उदाहरण लेते हैं जैसे पानी या मुद्रण स्याही की तरह के फ्लुइड्स को डाइलेटेन्ट फ्लूइड के रूप में जाना जाता है तो इनकी क्या विशेषताएँ हैं यदि आप इसे देखे तो जैसे जैसे हम विरूपण की दर को बढ़ाते हैं इसके साथ साथ शियर स्ट्रेस भी बढ़ जाती है और यदि आप इसे स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए देखते हैं तो इसके लिए भी विरूपण की दर में वृद्धि के साथ शियर स्ट्रेस Shear Stress बढ़ती है लेकिन यह इस तरह की स्थिति के लिए होता है इसलिए स्यूडो प्लास्टिक नाम इस तथ्य की वजह से है कि आप इस प्रकार के व्यवहार को एक ठोस के प्लास्टिक विरूपण के साथ जोड़कर देख सकते हैं तो यह कुछ ऐसा है जैसे कोई पदार्थ जो प्लास्टिक विरूपण से उस प्रकार से गुजर रहा है जैसे की कोई ठोस गुजरता है इसलिए यदि आपके पास एक ठोस टुकड़ा है आप इसे एक अच्छी पुरानी हैमर फोर्जिंग प्रक्रिया के साथ गर्म कर चुके हैं तो इस वजह से सामग्री नरम हो जाएगी और इसे आसानी से विरूपित किया जा सकता है तो एक ठोस प्रकार की सामग्री फ्लो करने लगेगी और मैकेनिक्स ऑफ़ सॉलिड्स में इसे कभी कभी प्लास्टिक फ्लो के रूप में जाना जाता है तो यह ऐसा नहीं है कि जैसे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है लेकिन एक ठोस इस तरह गति कर रहा है जैसे कि वह एक फ्लूइड है तो फ्लूइड और ठोस के बीच विवेचनात्मक सीमांकन अक्सर नहीं होता है और इस प्रकार के फ्लूइड के कई उदाहरण हैं जैसे कि पॉलीमर सस्पेंशन के रूप में स्यूडो प्लास्टिक फ्लुइड्स यदि आपके पास पॉलिमर सस्पेंशन है तो यह एक सिस्टम है जिसमें एग्रीगेट या श्रृंखला हैं अब दो बातें संभव हैं एक वो है जिसमे यदि आप शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो एग्रीगेट या कणों की श्रृंखलाएं टूट सकती हैं तो एक सिस्टम है जिसमें आपके पास तरल के समान पदार्थ है जिसमें कुछ कण समावेशित हो सकते हैं और जिन्होंने एग्रीगेट का गठन किया है अब आप एक प्रभावी शियर स्ट्रेस लागू कर रहे हैं यदि आप एक प्रभावी शियर स्ट्रेस लागू कर रहे हैं तो उन एग्रीगेट्स को तोड़ा जा सकता है और यह फ्लो के नए पथ की उपलब्धता का कारण बन सकता है तोयह फ्लूइड की तरह गति में सहायता कर सकता है विस्कोसिटी गतिशीलता के विपरीत होती है इसका मतलब है कि अगर यह इसे आसानी से फ्लो करने की अनुमति देता है तो हम सहज रूप से समझते हैं कि यह कम विस्कस है दूसरी ओर कभी कभी यह संभव हो सकता है कि स्थानीय एग्रीगेट्स इत्यादि के निर्माण के कारण फ्लूइड की गति यह सुनिश्चित करती है कि फ्लूइड के कण स्थानीय एग्रीगेट्स के भीतर फंस गए हैं और फिर वे बहुत अधिक उलझन में हैं और वे इससे बाहर निकलकर फ्लो नहीं कर सकते हैं इसलिए विभिन्न पदार्थ अलग अलग होते हैं कुछ मामलों में ऐसा होता है कि इस प्रकार की उलझन के कारण फ्लो इतनी आसानी से नहीं हो सकता है कुछ मामलों में इन एग्रीगेट्स या श्रृंखलाओं को तोड़ा जा सकता है और यह फ्लूइड फ्लो के आसानी से होने में मदद कर सकता है जाहिर है हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के विवरण में नहीं जाएंगे क्योंकि यह इस पाठ्यक्रम के दायरे में नहीं है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं लेकिन कम से कम हम समझ सकते हैं कि फ्लूइड के मटेरियल की संवैधानिक प्रकृति के आधार पर शियर स्ट्रेस बनाम विरूपण की दर के व्यवहार के विभिन्न रूप हो सकते है जिसे हम खोज रहे हैं एपरेंट विस्कोसिटी के लिए अभिव्यक्ति की तरह ये अभिव्यक्ति एक और महत्वपूर्ण बात को शामिल करती है कभी कभी यह समय का फलन हो सकती हैं अर्थात समय के साथ एपरेंट विस्कोसिटी बढ़ सकती हैं या समय के साथ एपरेंट विस्कोसिटी कम हो सकती है और समय के साथ क्या ये बढ़ेगी या कम होगी यह प्रवाहिकी वितरण या मटेरियल के प्रवाहिकी गुणधर्म इसे किस तरह प्रभावित करेंगे इस बात पर निर्भर होती है तो ऐसे कुछ मामले हैं जिनमे एपरेंट विस्कोसिटी समय बढ़ने के साथ कम हो जाएगी आपके पास ऐसे फ्लूइड है जिनमे समय के बढ़ने के साथ एपरेंट विस्कोसिटी कम हो सकती है तो इस प्रकार के फ्लूइड को थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के रूप में जाना जाता है और यदि एपरेंट विस्कोसिटी समय बढ़ने के साथ बढ़ती है तो इसे एक रियोपेक्टिक फ्लूइड के रूप में जाना जाता है सब कुछ ध्यान में रखते हुए अंत में यह एक भौतिक अध्यनक्षेत्र है कि स्ट्रेन की उपस्थिति में फ्लूइड कैसा दिखेगा और कैसा व्यवहार करेगा तो आइए चलचित्र की सहायता से एक या दो उदाहरणों को देखकर यह समझने का प्रयास करते है कि विभिन्न फ्लुइड्स के लिए हम किस प्रकार के फ्लो व्यवहार की उम्मीद कर सकते है तो आइए पहले गुणात्मक उदाहरण को देखते है तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे जो हमें यह बताएंगे मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत पारंपरिक फ्लूइड नहीं हैं लेकिन ये कुछ ऐसा हैं जो की शियर स्ट्रेस के लागु होने पर विरूपित हो रहा है और जैसे कि यह एक थिन फिल्म है जो सतह पर फैल रही है कई फ्लूइड हैं जो थिन फिल्म की तरह हैं जो एक सतह पर फैलते हैं और इसमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यह भी एक फ्लूइड ही है निस्सन्देह हम यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यह नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एक उदाहरण है जो कि न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम का पालन नहीं करता है एक अत्यधिक विस्कस फ्लो और एक फ्लो जो इतना अधिक विस्कस नहीं है में क्या अंतर है इस पर एक गुणात्मक विचार प्राप्त करने के लिए आईये अब इन उदाहरणों पर गौर करें तो एक उदाहरण में यह ऐसा है जैसे पानी को किसी एक बीकर में रखा या डाला जा रहा है और दूसरे उदाहरण को देखें तो यह भी एक फ्लूइड है जिसे डाला जा रहा है और आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो उच्च एपरेंट विस्कोसिटी से संबंधित है तो इस प्रकार का गुणात्मक अध्ययन क्षेत्र भी थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है और हम स्पष्ट रूप से यह पहचान सकते हैं कि यह वर्णन कुछ ऐसा है जो फ्लो करने की क्षमता के विपरीत है अब हम विस्कोसिटी के इन प्रभावों को समझने के कुछ और अधिक वैज्ञानिक तरीकों को देखेंगे तो आइए एक उदाहरण या कहिये दो उदाहरणों को देखे जो एक दूसरे के अगल बगल दर्शाये गए है ये दो अलग अलग विस्कोसिटी के साथ दो फ्लुइड्स हैंएक रंगीन रेखा है जो शियर के साथ गतिशील है और यह एक रेखा है जो विरूपण का प्रतिनिधित्व करती है क्या आप इन दो उदाहरणों को देखकर केवल गुणात्मक रूप से बता सकते हैं कि लाल में अधिक विस्कोसिटी है या पीले रंग में अधिक विस्कोसिटी है लाल वाले में अधिक विस्कोसिटी है आप इसे कैसे समझते हैं मान लीजिये कि आप अभी भी इन दोनों के लिए समान प्रकार का प्रभाव या समान प्रकार के गति प्रवर्तक लगाते हैं लेकिन यदि आप लाल को देखे हम इसे पुनः चलाते हैं और फिर समझते हैं लाल रंग में देखें यह गति के परिवर्तन के प्रति लगभग हर एक जगह पर प्रतिक्रिया करता है और यह इस तरह से है तो विशेष रूप से गति के परिवर्तन की प्रतिक्रिया के विषय में बिल्कुल यह जैसा है ठीक वैसे ही लगभग अपरिवर्तनीय रूप से गति में परिवर्तन का अनुसरण करता है वहीं दूसरी ओर दूसरे मामले में यह ऐसा नहीं कर रहा है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां यह वास्तव में एक तरह की अग्रता या पश्चता दिखाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप फ्लूइड का वर्णन कर रहे हैं या बाउंडिंग सॉलिड का जो फ्लूइड को स्थानांतरित कर रहा है तो यह आगे या पीछे कुछ भी हो सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि ये स्थानांतरण कितनी तेजी से या कितनी धीमी गति से हो रहा हैं पहले उदाहरण में ऐसी कोई अग्रता या पश्चता नहीं है और यह कुछ ऐसा है जैसे पूरा फ्लूइड विक्षोभ के प्रभाव को महसूस कर रहा है और उस के अनुसार समायोजित हो रहा है तो यह एक उच्च विस्कोसिटी के साथ ही संभव है और जब आपके पास उच्च विस्कोसिटी या निम्न विस्कोसिटी होती है तो हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर में इसका वर्णन होता हैं और आईये हम निम्न रेनॉल्ड्स नंबर के एक विशेष उदाहरण को लेते है तो अभी हम यह कोशिश कर रहे हैं कि अब तक हमने जो देखा है उसका थोड़ा परिमाणीकरण करे मान लीजिये कि यह बहुत निम्न रेनॉल्ड्स नंबर है आईये देखे क्या होता है हम इस प्रकार की व्यवस्था में इस राशि का वर्णन करने के लिए कम से कम एक उदाहरण की व्याख्या करेंगे कभी कभी इस प्रकार की व्यवस्था का उपयोग फ्लुइड्स की विस्कोसिटी को मापने के लिए किया जाता है इसे घूर्णी विस्कोमीटर कहा जाता है ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य मीटर चीजों को मापने के लिए होता है तो इस प्रकार के उपकरण का उपयोग वलयाकार स्थान में 2 संकेंद्रीय सिलेंडरों के बीच रखे फ्लूइड की विस्कोसिटी को मापने के लिए किया जा सकता है बेशक यह उदाहरण उस राशि को दर्शाने के लिए नहीं है लेकिन यदि आप देखते हैं तो अब घूर्णन की दिशा विपरीत हो गई है और निम्न रेनॉल्ड्स नंबर के कारण ये यह सुनिश्चित करता है कि विस्कोसिटी प्रभाव बहुत प्रभावशाली है तो यह परिवर्तन के प्रति खुद को समायोजित करता है इसलिए अगर आप मार्कर को फिर से अच्छी तरह से देखते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर वापस एक से कम आ गया है तो यह मूल आकार है इसलिए यह परिवर्तन के प्रति एक आदर्श समायोजन है आइए हम एक और उदाहरण देखते है छात्रसर हमारे पास जो इनर्शिया फ़ोर्स था क्या वह चर्चा में वापस आ गया जैसे हम कहते है की विस्कस फ़ोर्स अधिक होता है तो रेनॉल्ड्स नंबर कम होता है देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनर्शिया फ़ोर्स हमेशा इनर्शिया फ़ोर्स नहीं होता है जैसे कि अगर यह गतिशील नहीं है तो यह इनर्शिया फ़ोर्स नहीं है लेकिन इसमें कुछ गतिज ऊर्जा है जिसे अगर इसे गतिशील करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो यह इनर्शिया फ़ोर्स के होने का कारण हो सकता है तो जब हम निम्न रेनॉल्ड्स नंबर रख रहे हैं तो उस प्रभाव को प्रभावित किये बिना रेनॉल्ड्स नंबर जितना कम होगा विस्कस प्रभाव उतना अधिक प्रभावशाली होता हैं इसलिए जब हम दो उदाहरणों की तुलना कर रहे हैं तो अंश में मौजूद अन्य प्रभाव लगभग ऐसा है जिसे हम बदल नहीं रहे हैं लेकिन हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि इन दो उदाहरणों में विस्कस प्रभाव में सापेक्ष परिवर्तन कितना है तो यदि आप इस उदाहरण को देखते हैं तो यह अब विपरीत हो रहा है और यह उसी स्थिति में वापस नहीं आता है यदि हम इसे फिर से चलाते हैं तो हम देख सकते है कि यह उसी अवस्था में वापस नहीं आता है जिसके साथ यह शुरू हुआ था तो हम एक विशेष विरूपण कर रहे हैं फ्लूइड अपनी गति में विक्षोभ का प्रसार करके विरूपण को समायोजित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है गति में विक्षोभ का प्रसार कुछ ऐसा है जो उतना प्रभावशाली नहीं है जितना अत्यधिक विस्कस फ्लूइड में होता है तो जब यह वापस आता है तो विक्षोभ के प्रसार और लागू किये गए विक्षोभ में हमेशा एक पश्चता होती है और इसलिए यह संभव नहीं है कि यह पूरी तरह से अपनी पिछली अवस्था में वापस आ जाए तो यह दो अलग अलग उदाहरणों की एक गुणात्मक समझ है एक उदाहरण में आपके पास एक अत्यधिक विस्कस फ्लो है और एक अन्य उदाहरण में ऐसा अत्यधिक विस्कस फ्लो नहीं है जब भी हम फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं हम हमेशा तुलना कर रहे हैं इसलिए जब हम कहते हैं कि विस्कस प्रभाव महत्वपूर्ण हैं तो हमें यह देखना होगा कि यह किस संदर्भ में है या किसकी तुलना में यह महत्वपूर्ण हैं तो जैसा कि हमने अपनी प्रारंभिक चर्चा में उल्लेख किया है जब हम एक आयाम की लघुता के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा एक प्रश्न पूछते हैं कि यह किसके संबंध में लघु है जैसे अगर आपके पास 1 मिलीमीटर आयाम है तो मेरे लिए यह छोटा हो सकता है एवं किसी और के लिए यह बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि यह एटॉमिक लेंथ स्केल की तुलना में बहुत बड़ा है लेकिन शायद मैं किलोमीटर के बारे में सोचने में अधिक खुश हूं और फिर मैं कहूंगा कि 1 मिलीमीटर1 किलोमीटर की तुलना में बहुत छोटा है तो जब भी हम छोटेपन या बड़ेपन की बात कर रहे हैं हम वास्तव में तुलनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं और इसलिए यह केवल एक विस्कस फ़ोर्स जैसा नहीं है हो सकता है कि कुछ अन्य फ़ोर्स भी हो जो इसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे है और हमेशा जब भी एक सिस्टम एक प्रकार के डायनामिक इक्वीलिब्रियम में होता है तो प्रतिस्पर्धा करने वाले फ़ोर्स होते हैं अन्यथा यह प्रभाव हमेशा विकसित होगा तो वहाँ प्रतियोगिताएं हैं और यांत्रिकी की समझ सिर्फ यह समझने के लिए है कि ये प्रतियोगिताएं किसी सिस्टम में कैसे काम कर रही हैं तो प्रतिस्पर्धी फ़ोर्स हमेशा होते हैं और हम देखेंगे कि ये प्रतिस्पर्धी फ़ोर्स कैसे महत्वपूर्ण हैं तो हम बहुत आगे नहीं जाएंगे और इन उदाहरणों को देखेंगे और आईये अब हम प्रश्नो के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उदाहरणों के साथ आगे बढ़ेंगे हम न केवल गुणात्मक उदाहरणो बल्कि उस अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जो हमने उदाहरण के माध्यम से सीखी है